ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में लाने के लिए है हमने कुछ उदाहरणों के बारे में बात की है और एक दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार की है इस मॉड्यूल से वास्तव में हम कई मॉड्यूलों पर इस वर्तमान अभ्यास को जारी रखेंगे हम तब इस मॉड्यूल को शुरू करेंगे और अगले कुछ मॉड्यूलों को जारी रखेंगे यहां हमारा उद्देश्य छुट्टी प्रबंधन प्रणाली का अभ्यास करना है और वास्तव में उन सभी तकनीकों सिद्धांतों उपायों को लागू करने का प्रयास करना है जिनके बारे में हमने अब तक बात की है उन्हें लागू करने का प्रयास एक छोटे पैमाने पर हो सकता है और देखें कि वे हमारी मदद कैसे करते हैं छुट्टी प्रबंधन प्रणाली के एक वस्तु उन्मुख design को प्राप्त करें तो इस बिंदु से यह एक खोजपूर्ण अभ्यास अधिक होगा इसलिए आपको इस व्याख्यान को सुनना भी होगा यह अच्छा होगा कि छुट्टी प्रबंधन प्रणाली व्यायाम विनिर्देशन को काम में लें हमने पहले अपलोड किया था और एक वीडियो था जहां हमारे दो TAs तन्वी और श्रीजोनी ने कथित ग्राहक और विक्रेता के रूप में छुट्टी प्रबंधन प्रणाली के बारे में बात करने के लिए बातचीत की तो इससे पहले कि आप इस मॉड्यूल के माध्यम से जाएं कृपया उस विनिर्देश और वीडियो को संशोधित करें और उन कामों को अपने साथ रखें और कुछ कार्यपत्रक भी साथ रखें ताकि आप कई बार व्याख्यान को रोक सकें और अपने आप से चीजों को बाहर निकालने का प्रयास कर सकें चूँकि प्रबंधन प्रणाली छोड़ने के बावजूद भी यह एक छोटी समस्या है आप पाएंगे कि इस व्याख्यान के संदर्भ में इसे पूर्ण रूप से कवर किया जाना काफी बड़ा है इसलिए मैं बस प्रतिनिधि भागों को काम करने और बाकी विवरणों को आपके माध्यम से छोड़ने की कोशिश करूंगा तो इसके साथ हम मॉड्यूल के साथ शुरू करेंगे इस विशेष के लिए रूपरेखा LMS के अंग्रेजी विवरण के साथ शुरू होगी और कक्षाओं की पहचान करने की कोशिश करेंगे वह पहला काम है जिसे करने की जरूरत है इसलिए यह मॉड्यूल हम कक्षाओं की पहचान पर ध्यान केंद्रित करेंगे स्वाभाविक रूप से मोटे तौर पर मैं इनपुट आउटपुट से जुड़े वर्ग होंगे यदि इस प्रक्रिया में हम कुछ विशेषताओं कुछ जिम्मेदारियों की पहचान कर सकते हैं तो हम ऐसा करने का प्रयास करेंगे तो यह है हमारा इनपुट दस्तावेज़ देखें और आप पाएंगे कि यह सीधे उस दस्तावेज़ से उठाया गया है तो यह बुनियादी प्रणाली के बारे में बात करता है एक कंपनी है जो परिचारकों का प्रबंधन करना चाहती है अपने कर्मचारियों को छोड़ देती है और यह कहना शुरू कर देती है कि कंपनी में कर्मचारियों की तीन श्रेणियां हैं और इसी तरह तो निश्चित रूप से इस स्थान पर मैं कॉपी करने की भी आवश्यकता नहीं है आप हमेशा इसका उल्लेख कर सकते हैं यही हम शुरुआत करने के लिए एक अनौपचारिक विवरण के रूप में बात कर रहे हैं और कृपया हमेशा इस बात पर चर्चा करें कि तन्वी और श्रीजोनी इसके लिए क्या कर रहे थे इसलिए पहला कार्य जो हम पहले करेंगे वह यह होगा कि यह अंग्रेजी विवरण ले रहा है हम पहचानने की कोशिश करेंगे हम संज्ञा निकालने का प्रयास करेंगे इसलिए यह विशेष रूप से पाठ्य विवरण या इंटरेक्टिव नोट्स के लिए उपयोग किया जाने वाला एक दृष्टिकोण है जिसे भाषाई विश्लेषण कहा जाता है यह है कि आप मूल रूप से भाषण के कुछ हिस्सों के संदर्भ में विवरण देने की कोशिश करते हैं और फिर भाषण के कुछ हिस्सों के आधार पर आप अवधारणाओं को पहचानने की कोशिश करते हैं और फिर आप उनसे संबंधित करना शुरू करते हैं इसलिए यदि आप संज्ञा को भाषण का प्रमुख हिस्सा होने के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारा दृष्टिकोण संज्ञाओं की पहचान करना होगा जो पहचानना सबसे आसान है और फिर इस प्रक्रिया में हम अप्रासंगिक शब्दों को समाप्त करना चाहेंगे और आपको बहुत सारी संज्ञाएं मिलेंगी मूल रूप से इस पूरी चीज़ में कोई भावना नहीं है हम मूल्यों के नामों को पहचानने उन्हें खत्म करने की कोशिश करेंगे वे शायद कक्षाओं के रूप में नहीं देंगे हम अस्पष्ट शब्दों को समाप्त कर देंगे लेकिन निश्चित रूप से यह पहचानने पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि कौन सी संज्ञाएं विशेषताओं के संचालन का प्रतिनिधित्व कर रही हैं ताकि उन्हें कक्षाओं में और इसी तरह से वर्गीकृत किया जा सके और हम उन कुछ संज्ञाओं को भी समाप्त कर सकें जो रिश्तों का प्रतिनिधित्व करती हैं और उन्हें उठाती हैं जब हम वास्तव में रिश्तों के बारे में बात कर रहे हैं तो आइए हम इस अभ्यास के साथ आगे बढ़ें मैं फिर से दस्तावेज़ की शुरुआत को फिर से शुरू कर रहा हूं और अब आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने कुछ शब्दों को लाल रंग में उजागर किया है अब इन शब्दों के रूप में आप कंपनी को देख सकते हैं मुझे कलम की नोक को अब नीला बनाने दें इसलिए कंपनी निश्चित रूप से एक संज्ञा है यदि आप उपस्थिति का प्रबंधन करने के लिए एक बार पढ़ते हैं तो संज्ञा और छुट्टी एक संज्ञा है इसके कर्मचारियों की संज्ञा है LMS के माध्यम से LMS भी एक संज्ञा है लेकिन हमने यहाँ पर प्रकाश नहीं डाला है मैंने यहाँ पर प्रकाश नहीं डाला है क्योंकि यह स्पष्ट रूप से एक अप्रासंगिक शब्द है जहाँ तक डोमेन की संज्ञा या वर्ग का संबंध है आवश्यकता विनिर्देश एक संज्ञा है लेकिन फिर से हम इसे नहीं उठा रहे हैं क्योंकि यह एक अप्रासंगिक शब्द है लेकिन कंपनी हम पहले से ही पहचान चुके हैं कर्मचारी हमने कर्मचारी की पहचान की है फिर हम व्यक्तिगत योगदानकर्ता के संदर्भ में एक अगली संज्ञा पाते हैं हमने एक संज्ञा का नेतृत्व किया हमने प्रबंधक में एक संज्ञा पाई और इसी तरह तो यह एक अपेक्षाकृत सीधे आगे की प्रक्रिया है जिसे आप कर सकते हैं लेकिन निश्चित रूप से आपको अपनी बुद्धिमत्ता सामान्य ज्ञान और डोमेन संवेदनशीलता को लागू करने के लिए यह देखना होगा कि संज्ञा क्या हो सकती है और संज्ञा क्या नहीं हो सकती है इसलिए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यह है क्योंकि यह जारी रखता है कि कंपनी में छुट्टी के बाद की श्रेणियों के लिए प्रावधान हैं इन्हें पहले से ही संज्ञा के रूप में पहचाना जाता है इसलिए हम पहले से ही जानते हैं लेकिन फिर यह एक संज्ञा के साथ आता है जो नियम छोड़ता है इसलिए हम अभी भी नहीं जानते हैं कि अवकाश नियम प्रासंगिक शब्द हैं या कम प्रासंगिक शब्द या अप्रासंगिक शब्द हैं लेकिन हमें इसे चिह्नित करने की आवश्यकता है कारण छुट्टी जिसे सीएल के रूप में संक्षिप्त नाम दिया गया है इसलिए मैं सिर्फ CL को संज्ञा के रूप में उपयोग कर रहा हूं फिर आपको यहां कई संज्ञाएं आती हैं कैलेंडर वर्ष कर्मचारी पहले आया था वर्ष फिर हमें अनुपस्थिति मिलती है हमें छुट्टियाँ मिलती हैं हमें छुट्टियो के प्रकार मिलते हैं हमें पूर्व अनुमोदन मिलता है ये भाग के अनुसार ये सभी संज्ञाएं हैं तो मूल अभ्यास वास्तव में इस के माध्यम से जाना है और संज्ञाओं को पहचानना है इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ूंगा मेरा सुझाव है कि इस बिंदु पर आप व्याख्यान को विराम देते हैं और दस्तावेज़ पर वापस जाने और दस्तावेज़ में सभी संज्ञाओं को पहचानने के लिए अपना समय लेते हैं यह मानते हुए कि आपने पहले ही ब्रेक ले लिया है आपने संज्ञा की पहचान कर ली है तो आपको कम या ज्यादा संज्ञा का यह सेट प्राप्त करना चाहिए मैं कम या ज्यादा कह रहा हूं क्योंकि व्याख्याओं की हमेशा कुछ संभावनाएं होती हैं कुछ वस्तुओं के गुम होने की संभावनाएं होती हैं लेकिन ये विशिष्ट संज्ञाएं हैं जो आपको मिलेंगी और आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से यह अभ्यास केवल हमारे लिए बहुत मदद नहीं कर सकता है क्योंकि आप सिर्फ यह गिन सकते हैं कि हमारे पास कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हमारे पास 13 पंक्तियाँ 12 पूरी पंक्तियाँ हैं इसलिए प्रत्येक में चार 48 और अंतिम एक हैं इस अभ्यास में हमारे पास 49 संज्ञाएं हैं इसलिए हमें यह देखना होगा कि इस अभ्यास को करने से हम वास्तव में इस प्रणाली के बारे में कितना समझ पाए हैं तो मैं क्या करना जारी रखता हूं मैंने आपको विभिन्न गुणवत्ता जांच पैरामीटर युग्मन सामंजस्य पर्याप्तता पूर्णता और मौलिकता आप क्या जानते हैं युग्मन और सामंजस्य के संदर्भ में हमारे पास बहुत कम युग्मन सामंजस्य है हम वास्तव में यह नहीं जानते हैं कि ये संज्ञाएँ किसके साथ संबंधित हैं और क्या हैं ये हैं ये वास्तव में कैसे युग्मित हैं इत्यादि इसलिए हमारे पास इसके बारे में बहुत कम जानकारी है और पर्याप्तता पूर्णता और व्यापकता के बारे में हम बिल्कुल स्पष्ट नहीं हैं तो डिजाइन में जो कुछ भी सीखते हैं उसके संदर्भ में उठाते हैं कि हम इस संज्ञा के गुणों को पहचानने का प्रयास करेंगे क्योंकि एक गुण संज्ञा के होने की उम्मीद है और हम कुछ प्रदर्शन करेंगे यह देखने के लिए कि क्या हम इन अवधारणाओं को बेहतर तरीके से समूहित कर सकते हैं तो मे तुम्हे यह करने ले चलता हु तो यहाँ फिर से ऊपर आपके पास संज्ञाओं का समूह है जैसा कि हमने निकाला है और आइए हम देखें कि एक विशेषता क्या हो सकती है तो एक विशेषता की विशेषता क्या है एक विशेषता की विशेषता है यह आमतौर पर एक संज्ञा होना चाहिए जो केवल एक मूल्य के रूप में उपयोग किया जाता है यह एक विशेषता है एक व्यवहार नहीं है गुण के पास इसके अन्य गुण या संचालन नहीं होते हैं तो लेकिन यह कुछ ठोस है इसलिए आप उम्मीद करेंगे कि यह एक संज्ञा के रूप में दिखाई देगा लेकिन मूल्य के अलावा और कुछ भी नहीं होगा इसलिए यदि हम कुछ कहते हैं तो हमें कहने दें यदि हम देखते हैं कहते हैं कि छुट्टी है या यदि हम योगदानकर्ता कहते हैं यदि हम एक प्रबंधक को देखते हैं तो हम आम तौर पर जानते हैं कि ये विशेषताएँ नहीं हो सकती हैं क्योंकि हमने देखा है कृपया वापस जाएं LMS दस्तावेज़ बहुत बार यदि आप उस दस्तावेज़ के माध्यम से देखते हैं तो आप पाएंगे कि प्रबंधक ऐसा करता है अंशदाता काम करता है छुट्टी स्वीकृत है छुट्टी पछतावा है तो इन सभी प्रकार के इसलिए इसके साथ कई क्रियाएं जुड़ी हुई हैं लेकिन अगर हम वेतन को देखते हैं या यदि हम पदनाम को देखते हैं यदि हम व्यक्तिगत विवरणों को देखते हैं या लॉगिन आईडी इत्यादि अगर हम इन पर गौर करते हैं और कुछ और कर्मचारी कोड की तरह हैं यदि हम इस पर गौर करते हैं तो ये संज्ञाएं हैं जो उपयोग को मूल्यों के रूप में समायोजित करती हैं तो हम उस के माध्यम से जा सकते हैं और कह सकते हैं कि ये विशेषताएँ होंगी तो मैं बस इस संपत्ति का उपयोग करके वर्गीकरण की एक बुनियादी प्रक्रिया को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं तो यह भी एक प्रकार की संरचनात्मक क्लस्टरिंग है जो हम कर रहे हैं उस संपत्ति का उपयोग करके जिसे हम संज्ञा के होने की उम्मीद करते हैं संज्ञा को गुण के रूप में माना जाता है हमें विशेषताओं को बाहर निकालने की कोशिश की जाती है तो हम कह सकते हैं कि ये ऐसी विशेषताएँ हैं जो हमें अभी देखने को मिल सकती हैं फिर आप एक तरह की खोज मोड में जाने की कोशिश करके अधिक संगठित संरचित क्लस्टरिंग मॉडल जानते हैं इसलिए हम कुछ अवधारणाओं को फेंकने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारे पास यहाँ क्लस्टर्स हैं जो उस अवधारणा के गुणों को साझा करते हैं इसलिए लोग हमें देखें कि लोग क्या हो सकते हैं और निश्चित रूप से हम प्रबंधकों कर्मचारियों कार्यकारी लीड है इसलिए हम वास्तव में निश्चित नहीं हैं कि SysAdmin एक अर्थ में ऐसे लोग हो सकते हैं जो एक भौतिक व्यक्ति हो सकते हैं और इसलिए व्यक्ति कार्य कर सकता है लेकिन यह एक स्वचालित प्रक्रिया भी हो सकती है जो कार्य कर सकती है इस तरह के हम उन्हें लोगों में रखेंगे लेकिन बस याद रखने की कोशिश करें कि ठीक है कहीं यह कहा कि SysAdmin एक मैच है यदि आप संगठन को देखते हैं तो हमें कंपनी मिलती है जो बहुत सीधे आगे होती है फिर निश्चित रूप से क्लस्टर संरचनात्मक रूप से मुख्य चीज है तो हम उनमें से बहुत सारे दस्तावेज प्राप्त करते हैं विभिन्न प्रकार के दस्तावेज जैसे कि पितृत्व प्रमाण पत्र चिकित्सा प्रमाण पत्र ये निश्चित रूप से अलग अलग चीजें या दस्तावेज हैं जो हम पूरे सिस्टम में प्राप्त कर सकते हैं यदि हम संरचनात्मक क्लस्टरिंग और इसी तरह की भावना होती है तो यह आमतौर पर एक घटना है तो आइए हम अन्य घटनाओं की खोज करते हैं कुछ खास बातें और हम पाते हैं कि उनमें से बहुत सारे यहाँ हैं उदाहरण के लिए छुट्टी एक घटना है एक घटना है जहां एक कर्मचारी जा रहा है कंपनी में उपस्थिति से अनुपस्थित रहेगा क्योंकि यह एक निश्चित बिंदु पर शुरू होता है एक निश्चित बिंदु पर समाप्त होता है और इसी तरह इसी तरह इन विभिन्न प्रकार के अवकाशों पर चर्चा की गई ये सभी एक तरह के आयोजन हैं तो एक छुट्टी है छुट्टियां घटना नहीं हैं क्योंकि यह एक निर्दिष्ट दिन है जिस पर कंपनी पूरे काम नहीं करती है अनुशासनात्मक कार्रवाई सहित इस प्रकार की कई घटनाएं एक घटना है क्योंकि कुछ चीजें विशेष रूप से की जाती हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि घटनाएँ हमें बताती हैं कि ये संभावित cluster हैं जो यहाँ मौजूद हो सकते हैं फिर कुछ चीजें जो आपको पढ़ने के लिए मिलती हैं यदि आप वहां से गुजरते हैं तो annotated दस्तावेज पर वापस जाएं जिसे आपने संज्ञाओं को चिह्नित करके बनाया है आप पाएंगे कि शब्द संज्ञाएं जैसे सप्ताह वर्ष विशेष रूप से दिन महीना वे न केवल अस्तित्व में होते हैं बल्कि वे अक्सर होते हैं इसलिए उनके लिए एक प्रभावी उपस्थिति है और हम आसानी से पहचान सकते हैं कि वे संरचनात्मक रूप से समान हैं क्योंकि वे सभी समय के बारे में बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये लौकिक हैं इसलिए यहां मैं एक समूह बनाता हूं जो एक अस्थायी संज्ञा की तरह है फिर छुट्टी के नियमों प्रशासनिक कार्यों समय की अवधि जैसी कई संज्ञाएं हैं आपको वास्तव में फिर से दस्तावेज़ पर वापस जाना होगा और आगे बढ़ना होगा यह समझने के लिए परिशोधन पर काम करना होगा कि क्या वे अवधारणाओं के लिए संज्ञाओं की देखभाल करते हैं या वे केवल संयोगवश वर्णन प्रदान करने में आए हैं तो यह देखते हुए ये ऐसी अवधारणाएं हैं जो अमूर्त हैं जिन्हें हम संरचनात्मक clustering के माध्यम से पहचानने में सक्षम हैं और हमें गुणवत्ता की जांच जल्दी से करने देते हैं जाहिर है हम सामंजस्य और युग्मन के मामले में कुछ हद तक सुधार हुए हैं क्योंकि सामंजस्य क्योंकि हम करने में सक्षम हैं हम इन सभी अवधारणाओं के बारे में लगभग कुछ भी नहीं जानते थे जो संज्ञा के रूप में सामने आए थे और अब हम उन्हें कुछ सात आठ आठ वर्गों में समूहित करने में सक्षम हैं इसलिए मैं जो कक्षाएं कह सकता हूं वे सुसंगत हैं और के संदर्भ में हैं इसलिए यदि वे सुसंगत हैं तो वे संपत्ति के समान हैं इसलिए कुछ निश्चित मात्रा में युग्मन आ रहे हैं लेकिन निश्चित रूप से हमने अन्य मीट्रिक मापदंडों के संदर्भ में कोई प्रगति नहीं की है और हम आगे बढ़ेंगे और वह कार्य करेंगे जो व्यवहारिक क्लस्टरिंग है व्यवहारिक क्लस्टरिंग के संदर्भ में मुख्य दृष्टिकोण प्रमुख व्यवहारों की तलाश करना है और प्रभावी व्यवहार की तलाश करने का एक तरीका यह है कि सिस्टम में क्या होता है system में क्या होता है इसलिए हम बाद के मॉड्यूल में देखेंगे कि वे क्रिया और क्रिया विशेषणों की पहचान के माध्यम से व्यवहार की खोज के बारे में अधिक होंगे लेकिन इस विनिर्देश को अब तक तीन चार बार मैं पढ़ता हूं क्योंकि मैं ईमानदारी से संज्ञा निष्कर्षण और किया है संरचनात्मक क्लस्टरिंग करने की कोशिश कर रहा है तब आपको सिस्टम में होने वाली कुछ खास चीजों के बारे में पता चल जाता था यह एक छुट्टी प्रबंधन प्रणाली है वे निश्चित रूप से है कि एक छुट्टी का व्यवहार एक प्रमुख अवधारणा की तरह है जो मौजूद होगा और जो कि विभिन्न अवकाश प्रकारों के माध्यम से बाहर आ रहा है और आगे बढ़ रहा है दूसरे जो आप आमतौर पर एक व्यवहारिक क्लस्टरिंग में खोजते हैं वह एक व्यवहार के संदर्भ में सर्जक और प्रतिभागियों को खोजने के लिए है हम कहते हैं कि यह एक पहल है जो अंतिम मॉडल के संदर्भ में ग्राहकों के लिए बनेगी और प्रतिभागी तरह तरह के हैं या सिर्फ निष्क्रिय प्रतिभागी क्या हम इस तरह के व्यवहार को देखते हैं और यदि आप इस वर्गों के माध्यम से इन अपेक्षाओं के माध्यम से फिर से विनिर्देशन को देखते हैं और देखते हैं तो हम लीड प्रबंधक SysAdmin जैसे बहुत अच्छी तरह से परिभाषित सर्जक पाएंगे जो अक्सर इस प्रणाली में कुछ करने की बात कर रहे हैं पहल प्रणाली में कुछ करेगी जो system में कुछ गतिविधि कार्रवाई शुरू करने के लिए जिम्मेदार है और आपको कार्यकारी लीड और मैनेजर जैसे कई प्रतिभागी फिर से मिल जाते हैं क्योंकि अगर लीड एक्ज़ेक्यूटिव की छुट्टी के आवेदन को मंजूरी दे रहा है या पछता रहा है तो कार्यकारी पूरे मामले में एक भागीदार है बेशक मेरा मतलब है ये संपूर्ण नहीं हैं मैं दृढ़ता से सुझाव दूंगा कि आप दस्तावेज़ के माध्यम से जाएं और सिस्टम में होने वाले कार्यों की अधिक पहचान करने की कोशिश करें और सिस्टम में अधिक सर्जक प्रतिभागियों की सूची बनाएं और सूची को और अधिक बनाएं बड़े अब ऐसा करने के बाद हम उन सरल शब्दों का विश्लेषण कर सकते हैं जो हमें सरल भाषाई विश्लेषण से मिले हैं जो केवल संज्ञाओं पर आधारित है बाद में और अधिक करेंगे और हम कह सकते हैं कि हमारे पास अब महत्वपूर्ण सार हैं हम पहचान कर सकते हैं कुछ सार जैसे अवकाश कर्मचारी आकस्मिक अवकाश अर्जित अवकाश आदि और वे उन महत्वपूर्ण अमूर्तताओं की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं जो हमने पहले निर्दिष्ट किए थे कि वे सीधे डोमेन की शब्दावली से आते हैं वे इस तथ्य में प्रमुख अवधारणाएं हैं कि उन्हें विनिर्देश में बार बार बात की जाती है वे सिस्टम में प्रस्तावित गतिविधियों के एक बड़े हिस्से में शामिल हैं और इसी तरह इसलिए इस लक्षण को देखते हुए मैं प्रस्ताव करता हूं कि हम छुट्टी को स्वीकार करते हैं कर्मचारी को इन महत्वपूर्ण सार के रूप में और कुछ अन्य लोग हैं जो गर्भपात का समर्थन कर रहे हैं गैर कुंजी प्रकार के चिकित्सा प्रमाण पत्र आप जानते हैं कि अगर एक महिला कर्मचारी को मातृत्व अवकाश के लिए जाने की जरूरत है तो उसे एक चिकित्सा प्रमाण पत्र का उत्पादन करने की आवश्यकता है तो यह एक अमूर्त है लेकिन यह एक गैर कुंजी अमूर्त की तरह है क्योंकि हमें चिकित्सा प्रमाण पत्र के कई संदर्भ नहीं मिलते हैं हम बीमार छुट्टी के संदर्भ में एक और संदर्भ पाते हैं लेकिन हम उनमें से बहुत से नहीं पाते हैं इसलिए हम शायद इसे एक महत्वपूर्ण सार के रूप में नहीं रखना चाहेंगे और यह एक निर्णय विकल्प है मेरा मतलब है हो सकता है कि आप में से कुछ इसे महत्वपूर्ण सार बनाना चाहें लेकिन शायद मैं इसे इस स्तर पर नहीं बनाऊंगा संरचनात्मक और व्यवहारिक क्लस्टरिंग के संदर्भ में कुछ सार भी पाए जाते हैं यह आकस्मिक अमूर्त तरह का प्रशासनिक कार्य की तरह है इस पर स्थिति छोड़ दें इसलिए हम उन्हें साइड लाइन पर रख रहे हैं क्योंकि हमें वास्तव में दस्तावेज़ के माध्यम से जाना है हमें वास्तव में वीडियो के माध्यम से और अधिक समझना होगा कि क्या वे LMS सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण हैं या वे विनिर्देश में आए हैं क्योंकि जब आप कुछ संदर्भ में गतिविधियों के बारे में बात करते हैं तो संबंधित सहायक तृतीयक गतिविधियों की भी बात हो जाती है उदाहरण के लिए एक कि हम अगले मॉड्यूल के संदर्भ में बात करेंगे वह तथ्य यह है कि कर्मचारी काम करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि अगर उनके कर्मचारी वहां हैं तो हमें काम से संबंधित काम करना चाहिए संबंधित सार वे किसी भी तरह से यहां महत्वपूर्ण हैं हम करेंगे उस बारे में बात करो तो ये एक प्रकार के आकस्मिक अमूर्त हैं जो उसी प्रकार के हैं और निश्चित रूप से हमने इसके एक सेट की पहचान की है यह संपूर्ण नहीं है यह सिर्फ यह संकेत दे रहा है कि हमने संपत्ति सार का एक सेट या संपूर्ण चीज़ों में विशेषता सार की पहचान करना शुरू कर दिया है और आप पर ध्यान दें यह पूरी तरह से पूरी तरह से थोड़ा सा संरचित है मेरा मतलब है मेरा जंगली होकर काएने का मतलब है कि आप समस्या डोमेन की शब्दावली को उठाते हैं और उन्हें बनाना शुरू करते हैं क्लस्टरिंग करते है हमने भाषाई विश्लेषण करने के संदर्भ में थोड़ा और अधिक संगठित दृष्टिकोण लिया है जो एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है और बस एक संज्ञा विश्लेषण के साथ यह वही है जिसे हम प्राप्त करने में सक्षम हैं और यदि आप खुद को इस रूप में पुनर्मूल्यांकन करते हैं कि हम अभी कहां खड़े हैं तो हम पाते हैं कि युग्मन अभी भी कम है लेकिन निश्चित रूप से सामंजस्य में सुधार हुआ है क्योंकि हम न केवल करने में सक्षम हैं संरचनात्मक और वैचारिक समानता के संदर्भ में समूह लेकिन हमने यह भी पहचानने के लिए अधिक विचार लागू किए हैं कि प्रमुख सार क्या हैं सहायक सार क्या हैं आकस्मिक और आगे क्या हैं पर्याप्तता अभी तक स्पष्ट नहीं है निश्चित रूप से मुझे पूर्णता का कोई मतलब नहीं है लेकिन लगता है कि पूर्णता की भावना बहुत कम है आगे आने वाली है क्योंकि अब आपके पास कम से कम यह कहने का आत्मविश्वास है कि इन संज्ञाओं के माध्यम से आपने जिन विभिन्न अवधारणाओं की पहचान की है उनमें से 100 प्रतिशत पूर्ण नहीं हो सकती हैं लेकिन वे मूल अवधारणा के लगभग 90 प्रतिशत से मौजूद होना चाहिए आप अभी भी नहीं जानते हैं कि क्या उन अवधारणाओं का उस रूप में उपयोग किया जाना चाहिए क्या अमूर्तता को परिष्कृत करने की आवश्यकता है वे कैसे पदानुक्रम और इतने पर आयोजित किए जाएंगे लेकिन आपको इस तथ्य की कुछ समझ है कि यह इन 49 संज्ञाओं के साथ नहीं हो सकता है हो सकता है हो सकता है कि आपके पास कुछ और हो सकता है लगभग 50 विषम संज्ञाएं एक तरह का डोमेन है जिसके भीतर हमें अपनी प्रणाली को परिभाषित करना होगा और जैसा कि हमने किया है कि तब हमने यह देखना शुरू कर दिया है कि कुछ चीजें महत्वपूर्ण हैं कुछ कम महत्वपूर्ण हैं इसलिए आपके पास भी कुछ प्रारंभिक अर्थों में प्रधानता आ रही है कि वे कौन सी अवधारणाएं हैं जो पूरी तरह से अपने आप में हैं और क्या अवधारणाएं हैं जो दूसरों के संदर्भ में परिभाषित किए गए हैं इसलिए इसे देखते हुए हम इसे देखते हुए अंतिम कदम उठा सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि मैंने अभिनय के तीन चरणों में दिखाया है संज्ञाओं के अर्क से शुरू जैसा कि हम जाते हैं और कुछ और विचार फिर से आना और परिष्कृत करते हैं गुणवत्ता इस शोधन का पूरा उद्देश्य गुणवत्ता में सुधार करना है मेट्रिक्स और जिसे हम करने में सक्षम हैं और इस विशेष module के उद्देश्य से हम इस प्रमुख सार और सहायक लोगों की कक्षाओं पर निर्णय लेने के साथ समाप्त करना चाहते हैं हमें कम से कम शुरू में सहमत होना चाहिए कि शुरू में सभी प्रमुख सार कक्षाओं के रूप में बनेंगे इसलिए यदि आप कुंजी सार डालते हैं तो मेरा कहना है कि परिणामी पहचान वाले वर्ग हैं इसलिए हमारे पास प्रबंधक lead कार्यकारी सभी हैं कर्मचारी इन प्रकार के हमारे पास अवकाश है और सभी विभिन्न प्रकार के अवकाश हैं हमारे पास SysAdmin भी है और हमारे पास केंद्रीय कंपनी है जिस पर संगठन है इसलिए यह विशेष रूप से व्यवहारिक क्लस्टरिंग से और प्रमुख अमूर्तताओं की पहचान से है जहां हम उन गतिविधियों के घनत्व और महत्व पर एक आकलन करने की कोशिश करते हैं जो अलग अलग सार करते हैं इनके आधार पर हमने प्रस्तावित किया कि यह कम से कम हमारी प्रारंभिक पसंद हो सकती है LMS प्रणाली के लिए हम जो कक्षाएं बनाते हैं इसलिए यह हमें इस वर्तमान मॉड्यूल के अंत में लाता है लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में निर्दिष्ट किया था यह अधिक कक्षाएं उनके संबंधों उनके पदानुक्रम और वस्तुओं और विभिन्न कार्यों को खोजने की इस अभ्यास को करने की एक सतत प्रक्रिया होगी और हम जारी रखेंगे उस के संदर्भ में अगले मॉड्यूल में